उत्तर आधुनिक साहित्य पर व्याख्यान की श्रंखला में आपका फिर से स्वागत है हमने अपनी पिछले संवाद में होमी भाभा और सलमान रुश्दी जैसे बुद्धिजीवियों के साथ राष्ट्रवाद से लेकर सर्वदेशीयवाद के व्यापक क्षेत्र के बारे में चर्चा की और हम इसका उपयोग कैरेबियन कविता की हमारी चर्चा के लिए और विशेषत कवि डेरेक वालकोट कि हमारी चर्चा के लिए आज के शुरुआती बिंदु के रूप में करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम वॉलकॉट और उनकी कविता पर आगे बढ़े हम वॉलकॉट और उनकी एक कविता को देखेंगे वास्तव में कैरेबियन कविता के प्रतिनिधि के रूप में लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें वॉलकॉट पर जाने से पहले कुछ समय के लिए हमें महानगरीयता की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि अपने पिछले व्याख्यान में मैंने एक राष्ट्र में अपनेपन या राष्ट्रवाद की भावना के विकल्प के रूप में सर्वदेशीयवाद प्रस्तुत किया है यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें महानगरीयता के इस विकल्प के रूप में चर्चा करनी चाहिए सर्वदेशीयवाद शब्द का संक्षिप्त और लघु लघु वर्णन करना मुश्किल है और यह परेशानी मुख्य रूप से इस तथ्य से आती है कि यह शब्द या इसका विवरण2 000 से अधिक वर्षों से मौजूद है और 2000 वर्ष के लंबे इतिहास से इस शब्द को समझना विशेष रूप से जटिल है लेकिन यह कहकर मैं इस मामले को जहां तक संभव हो यथासंभव सरल बनाने की कोशिश करूंगा तो शुरू करते हैं सर्वदेशीयवाद शब्द के मूल शब्द को देखते हैं सर्वदेशीयवाद शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है और दो विशेष ग्रीक शब्दों से बना है एक ब्रह्मांड है और दूसरा पोलिस है यहां फिर से ग्रीक शब्द जो 2000 2500 साल पहले प्रासंगिक थे आज के संदर्भ में अनुवाद करना मुश्किल है और यह मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम में से अधिकांश लोग यूनानी भाषा के उस परिदृश्य से अनभिज्ञ थे जो इन शब्दों के मूल में था लेकिन मोटे तौर पर कॉसमॉस का अनुवाद ब्रह्मांड या दुनिया हो सकता है और पोलीस शब्द एथेंस या स्पार्टा जैसे प्राचीन ग्रीक शहरों को दर्शाता है सर्वोदय शिवाद को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इस प्रकार इसके दो घटक कॉसमॉस और पॉलिश एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं तुम ग्राम लेकिन फिर इससे पहले कि हम ऐसा करें हमें पोलिस शब्द के घटक पर ध्यान देने की आवश्यकता है कॉसमॉस आसानी से समझ में आ जाता है जब हम कहते हैं कि कॉसमॉस मूलतः मांड ब्रह्मांड या विश्व है तो यह समझना आसान है लेकिन इन शब्दों को समझने में मुश्किल घटक है पोलिस लेकिन इसके बजाय मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि की प्राचीन पोलिस की प्रकृति को अपूर्ण रूप से समझा जा सकता है इसे राष्ट्र राज्यों के मापदंडों और एक राष्ट्र के प्रति अपनेपन की भावना से लागू किया जा सकता है जिससे हम सभी परिचित हैं इसलिए जैसे हम अपने नागरिकों के रूप में कुछ अधिकारों और दायित्व को साझा करके एक राष्ट्र राज्य का हिस्सा बनाते हैं वैसे ही प्राचीन यूनानी भी एक विशेष या दूसरे पोलिस का प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं और पोलिस पर कुछ दायित्व और अधिकारों को साझा करके निर्भर करते थे दूसरा बिंदु जो हमें पोलिस की अवधारणा को राष्ट्र राज्य के माध्यम से समझने में मदद करता है वह है कि राष्ट्रवाद एक मजबूत भावना की तरह है जो आज अधिकांश वैश्विक आबादी और उसकी पहचान को परिभाषित करता है प्राचीन ग्रीक की पहचान को भी पोलिस या किसी अन्य हिस्से द्वारा निर्धारित किया जाता था इसलिए उदाहरण के लिए पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में मैं पांचवी शताब्दी की बात कर रहा हूं क्योंकि इस अवधि का उल्लेख हमने हमारे पूर्व के एक व्याख्यान में किया था इसलिए पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में वास्तव में ग्रीक राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी कोई ग्रीस राष्ट्र राज्य नहीं था बल्कि लोगों ने पोलिस के प्रति अपनी राजनीतिक निष्ठा पर भरोसा किया और यह निष्ठा वास्तव में उनकी पहचान को काफी हद तक परिलक्षित करती है ठीक उसी तरह जैसे आज एक विशेष राष्ट्र राज्य के लिए हमारी संबद्धता दूसरे को परिभाषित करती है काफी हद तक हमारी पहचान परिभाषित करती है कि हम कौन हैं उदाहरण के लिए आज हम प्लेटो को ब्रिज के ग्रीस के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में जानते हैं इसके अलावा यदि प्लेटो ने अपने समय के दौरान पहचान के साथ सामना किया होता कि आप ग्रीस से हैं तो प्लेटो शायद बहुत ही हतप्रभ रह गए होते क्योंकि उनका जन्म एथेंस में हुआ था एथेंस के पोलिस में और इसलिए उनकी प्रारंभिक पहचान मुख्य रूप से एथेनियन की थी इसलिए वह एक यूनानी के बजाय एक एथेनियन थे अब इसलिए राष्ट्रवाद की मजबूत भावना जो अक्सर हमें एक विशेष राष्ट्र राज्य या किसी अन्य के साथ जोड़ती है हम प्राचीन ग्रीस में एक दूसरे पोलिस को जोड़ने वाली यही भावना देख सकते थे अब मुझे उम्मीद है हम पोलिस को लेकर कुछ समझने लगे हैं पोलीस की प्रकृति कैसी थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात पोलिस का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध था जिससे वह संबंधित था लेकिन अब हम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं कि कैसे ब्रह्मांड और पोलिस यह दो तत्व परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मांडवाद की अवधारणा बनाते हैं अब इतिहास में दर्ज सबसे पहला महानगरीय शायद 4 वी शताब्दी ईसा पूर्व का बौद्धिक है जिसे डायोजनीज द साइनिक के रूप में जाना जाता है उनका जन्म चुनाव के पोलीस में हुआ था जो वर्तमान तुर्की में स्थित है लेकिन उस समय वह एक यूनानी उपनिवेश था अब यह कहा जा सकता है कि एक बार डायोजनीज से पूछा गया था कि वह कहां से आया है उसने जवाब दिया था कि वह किसी विशेष पोलिस का नागरिक नहीं था लेकिन वह दुनिया का नागरिक था और जो ग्रीक शब्द डायोजनीज ने इस्तेमाल किया था वह कोस्मोपोलिट्स था जो आज इस्तेमाल होने वाले महानगरीय शब्द का मूल शब्द है अबआमतौर पर सभी डायोजनीज के संकेत से सहमत थे उसके जवाब से कि वह दुनिया का नागरिक था या यह कि वह नागरिक नहीं था वह किसी भी पोलिस से संबंधित नहीं था इसलिए दूसरे शब्दों में विश्व के नागरिक होने की दावे को यहां सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक दावे के रूप में समझा जाना चाहिए जिसका तात्पर्य यह है कि यह कहते हुए कहते हुए कहते हुए कि वह विश्व का नागरिक है डायोजनीज कह रहा है कि वह कोई नागरिक नहीं है और वास्तव में वह उन सभी अधिकारों और दायित्वों से परे और ऊपर है जो प्राचीन ग्रीस में व्यक्तियों को उनके पोलिस के साथ बाध्य करते हैं और आज व्यक्तियों को उनके राष्ट्र राज्य के साथ बांधते हैं सभी भू राजनीतिक संस्थाओं के साथ संबंधों को त्यागने का यह विचार चाहे वह पोलिस या राष्ट्र राज्य हो इस तरह का त्याग एक प्रकार की महानगरीयता के रूप में इतिहास में बहुत कम लोगों द्वारा साझा किया गया है फिर भी सर्वदेशीयवाद के आलोचकों ने अपनी आलोचना मुख्य रूप से महानगरीयता के इस कगार पर की है जो किसी विशेष राज्य या भू राजनीतिक इकाई के प्रति प्रतिबद्धता की कमी की वकालत करता है और हमें यहां निश्चित रूप से स्टालिन द्वारा सोवियत रूस में यहूदी बुद्धिजीवियों के उत्पीड़न की याद दिलाई जाती है और इन यहूदी बुद्धिजीवियों को कॉस्मापॉलिटन या जड़ विहीन कॉस्मापॉलिटन के रूप में चिन्हित किया गया था और उन्हें जड़हीन कॉस्मापॉलिटन के रूप में इसलिए चिन्हित किया गया क्योंकि स्टालिन के अनुसार सोवियत राज्य का मानना था कि वे पर्याप्त देशभक्त नहीं थे उनके पास सोवियत राज्य के प्रति पर्याप्त प्रतिबद्धता नहीं थी जैसा कि मैंने कहा कि यह सर्वदेशीयता का ब्रांड है हालांकि इसकी अक्सर आलोचना की जाती रही है लेकिन एकाधिकार के विचार के अनुयाई शायद ही कभी इस तरह के महानगरीयता के बारे में बात करते हैं बल्कि वे एक अलग तरह की महानगरीयता के बारे में बात करते हैं जिसे पहचाना जा सकता है उदाहरण के लिए स्टोइक के मध्य स्टोइक्स दार्शनिक विचारधारा के विश्व पर्यंत प्रायोजक हैं जिसे स्टोकिज्म कहा जाता है स्टोकिज्म दुनिया के बारे में सोचने के एक विशिष्ट तरीके के रूप में पहली बार ग्रीस में तीसरी शताब्दी ईसापूर्व के दौरान उभरा और तब से यह कई चरणों और परिवर्तनों से गुजर चुका है यहां मैं आपको दर्शनशास्त्र की एक शाखा के रूप में स्टोकिज्म के विभिन्न चरणों और परिवर्तनों की विस्तृत इतिहास के बारे में बता कर नीरस नहीं करूंगा यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि डायोजनीज द साइनिक के विपरीत स्टोइक का मानना था कि दुनिया का नागरिक होने से तात्पर्य किसी विशेष राज्य का नागरिक होने के विरोध में नहीं था दूसरे शब्दों में यह धारणा कि वह दुनिया का नागरिक है यह किसी विशेष राज्य के नागरिक होने के विरोधाभास में नहीं हैं स्टॉइक्स वास्तव में स्वयं को प्रजा का नागरिक मानते थे क्योंकि वे मानते थे कि सभी मनुष्य द्वारा ही सार्वभौमिक समुदाय बनाया गया है सभी व्यक्तियों के पास कर्तव्य और दायित्व थे ना केवल एक विशेष राज्य के अपने साथी नागरिकों के लिए बल्कि इस बड़ी मानव समुदाय के लिए भी इसीलिए स्ट्राइक ने संपूर्ण विश्व को एक विशाल कॉलेज के रूप में माना या अपने आप में राज्य के रूप में कल्पित किया गया और सभी मनुष्य को सबसे पहले मुख्य रूप से इस विश्व राज्य के नागरिक के रूप में या विश्व पोलिस या कॉस्मो पोलिस के रूप में माना जाता था लेकिन यदि पूरा विश्व एक राज्य है और इसलिए हमें से प्रत्येक का उससे स्वराज्य और उन सभी मनुष्य के प्रति दायित्व है जो उस विश्व राज्य के नागरिक हैं तो प्रतिबद्धता की धारणा कुछ हद तक कम की जा सकती है क्योंकि अगर हम सभी के प्रति कर्तव्य बद्ध होना चाहते हैं तो इसमें यह जोखिम है कि हम किसी के प्रति भी कर्तव्य बद्ध नहीं रह पाएंगे लेकिन स्ट्राइक के पास इसके लिए दूसरा तर्क था स्टोक्स का कहना है कि हम अपने ही राष्ट्र राज्य के नागरिकों या पोलिस की सेवा विश्वराज के प्रतिनिधियों के रूप में कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए सभी की सेवा करना संभव नहीं है हम उस मानव समुदाय के प्रतिनिधि वर्ग की सेवा कर सकते हैं और वह प्रतिनिधि खंड आपके अपने राज्य यहां आपके स्वयं के राष्ट्र का नागरिक हो सकता है इसलिए स्टोक्स के अनुसार यह राज्य राष्ट्र या पोलिस एक विश्व राज्य या एक विश्व पोलिस की अवधारणा में सही बैठता है जैसे कि छोटे पहिए एक बड़े पहिए में सही बैठते हैं इन दोनों अति व्यापी क्षेत्र राज्य और दुनिया पोलिस और ब्रह्मांड के लिए एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता एक दूसरे के लिए पूरक है ना कि विरोध में इसलिए मेरा तात्पर्य है आपको अच्छी तरह समझाने के लिए एक पुनः दोहराव स्ट्राइक्स के अनुसार आप पोलिस और विश्व राज्य दोनों की सेवा कर सकते हैं प्रतिबद्धता के इस दोहरे अर्थ में कोई संघर्ष नहीं है दे दे वे एक दूसरे के भीतर केंद्रित वृत्त के समान उपयुक्त होते हैं सर प्रदेश इयत्ता की इस विशेष संस्करण का सबसे शक्तिशाली प्रस्तावक जो एक विशाल राज्य के रूप में दुनिया को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में कल्पना करता है और जो एक व्यक्ति की निष्ठा और राष्ट्र राज्य और सार्वभौमिक मानव समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता की कोशिश करता है वह है 18 वी सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट केंट ने अपने प्रारंभिक निबंध दो तू बोर्ड जिसे 1795 में प्रकाशित किया गया था एक विश्व राज्य के बारे में बात की उन्होंने केवल विश्व को एक राज्य के रूप में मानने की बात ही नहीं की बल्कि विश्व की कानूनों और महानगरीय कानूनों के बारे में भी बात की जो सभी के लिए और पूरी मानवता के लिए लागू होगा क्योंकि वे सभी और हम सभी उस देश व राज्य के नागरिक हैं यहां हमें यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि केंट ने व्यक्तिगत संप्रभु राज्यों के अंत का प्रस्ताव नहीं दिया इसके बजाए उनकी द्वारा प्रस्तावित किया गया प्रस्ताव व्यक्तिगत राज्यों और राष्ट्रों के बीच एक नाजुक संतुलन है और एक विश्व राज्य की अवधारणा है हम पुनः संकेत कृत मानकों के इस विचार पर वापस आते हैं जहां राष्ट्र राज्य एक विश्व राज्य के बड़े दायरे के लिए उपयुक्त है यह कैसे काम कर सकता है इसका अंदेशा उदाहरण के लिए हमें यह पढ़कर हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान किस प्रकार कार्य करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे कानून या चार्टर्स आज कैसे लागू होते हैं नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून न्यायालय कैसे कार्य करते हैं यह वे संस्थान हैं कानून है अधिकार है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है वे महानगरीयता के इस विचार का प्रतिध्वनित करते हैं जिसे हमने पहले स्टोइक में और फिर कैंट में देखा लेकिन जब हम कॉस्मापॉलिटिनिज्म को एक राज्य के रूप के साथ पोलिस राष्ट्र हमारे परिवार गांव और कबीले के बारे में बात करते हैं तो यह सभी हमारी स्थानीय प्रतिबद्धताएं हैं हम वैश्विक स्तर पर संपूर्ण मानवता के लिए एक साथ प्रतिबद्धता की बात भी करते हैं ऐसा करने से हम वास्तव में साझा करने और ओवरलैपिंग के विभिन्न रूपों के बारे में बात कर रहे हैं मुझे इसे आपके लिए सरल बनाना चाहिए यदि मैं अपने राष्ट्र राज्य के प्रति प्रतिबंध रहना चाहता हूं और साथ ही संपूर्ण मानवता के सार्वभौमिक प्रकार की ओर भी विश्व राज्य के नागरिकों के रूप में मानव कि सार्वभौमिक धारणा के साथ मेरी प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए मेरी प्रतिबद्धता की प्रकृति कैसी होनी चाहिए खैर मेरी प्रतिबद्धता की प्रकृति विभिन्न भी हो सकती है और भिन्न भी और मुख्य रूप से भिन्न इसलिए हो सकती है क्योंकि महानगरीयता के विभिन्न प्रचारकों ने इस अतिव्यापन को अलग अलग तरीकों से साझा किया है इसलिए उदाहरण के लिए यह राजनीतिक हो सकता है यह अतिव्यापी जहां हम भारत के नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उदाहरण के लिए इस देश के कानूनों का पालन करते हुए अपने साथी मनुष्यों के लिए भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे सार्वभौमिक मानव अधिकारों का कारण जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है सही है इसलिए यहां हम एक साथ अपने राष्ट्र राज्य के कानूनों और मानव अधिकारों के सार्वभौमिक कानून के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसमें कोई संघर्ष नहीं है और यह हमारा दोनों राष्ट्र राज्य के साथ और विश्व राज्य के साथ राजनीतिक जुड़ाव है इस राजनीतिक जुराब के अलावा इन दोनों समान स्तरों पर नैतिक जुड़ाव भी हो सकता है उदाहरण के लिए यह एक नैतिक बटवारा हो सकता है जहां हम अपने परिवारों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हैं इसके साथ ही हम बड़े पैमाने पर रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी संस्थाओं में भाग लेकर मानवता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए फ्रंटियर्स के बिना डॉक्टर लेकिन यह सांस्कृतिक साझेदारी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता भी हो सकती है जहां हम बहुत सारी संस्कृतियों के प्रति अपनी समझदारी साझा करते हैं और यह सांस्कृतिक सांस्कृतिकता है है या सांस्कृतिक निरंतरता इसका अध्ययन हम आज डेरेक वॉलकॉट और उनकी कविता के संदर्भ में करेंगे इससे पहले कि हम उनकी कविता पर चर्चा करें मैं पहले आपको वॉलकॉट का परिचय दे दू वाल्कोट ने 1992 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता उनका जन्म कैरेबियाई द्वीप सेंट लूसिया में 1930 में हुआ था एक कवि और नाटककार के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं वे एक विपुल लेखक रहे हैं जिन्हें ओमेरोस जैसी महाकाव्य कविताओं का निर्माण करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है उदाहरण के लिए छोटे छंद बहुत शक्तिशाली छोटे छंदों को लिखने की उनकी क्षमता के लिए भी एक नाटककार के रूप में शायद वह अपने नाटक ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं जिसका निर्माण पहली बार 1970 में हुआ था सांस्कृतिक महानगरीयता की धारणा को समझने के लिए और यह कैसे वॉलकॉट के लेखन में काम करता है यह आवश्यक है कि हम उस संदर्भ को ध्यान में रखें जिसके अनुसार वॉलकॉट अपनी कविता यह उनके नाटक लिखते हैं जिस विशिष्ट संदर्भ कि मैं बात कर रहा हूं वह कैरीबियन इतिहास के संदर्भ से संबंधित है कैरेबियन इतिहास का यह संदर्भ सांस्कृतिक पहचान के एक अनूठे मिलाप पर वॉलकॉट का उल्लेख करता है विभिन्न सांस्कृतिक संबंधितता या सांस्कृतिक महानतावाद की भावना का पता लगाने के लिए जिसका संदर्भ वालकोट से है हम वालकोट द्वारा लिखी एक बहुत प्रसिद्ध कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है "ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका" सबसे पहले कैरेबियन संदर्भ और कैरीबियन इतिहास के बारे में कुछ शब्द कैरेबियाई या वेस्टइंडीज का निर्माण करने वाले द्वीपों को 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स एंथनी फ्राउड द्वारा तर्कसंगत मनुष्य द्वारा निर्जन द्वीप के रूप में वर्णित किया गया था एक ऐसा स्थान जहां सभ्यता का कोई निशान नहीं था इस कथन का एक हिस्सा निश्चित रूप से एक श्वेत व्यक्ति के औपनिवेशिक मिथ्या तथ्य द्वारा सूचित किया गया है जो एक अधीनस्थ भूमि के बारे में बात कर रहा है हमने इन मिथ्या वचनों को अफ्रीकी संदर्भ पर चर्चा के दौरान भी देखा था जहां मार्लो जैसा कोई व्यक्ति अपनी नाव पर खड़ा था और जिसे अफ्रीकी मनुष्य भी नहीं समझते थे इसलिए तर्कसंगत मनुष्य द्वारा निर्जन भूमि के रूप में कैरेबियन के फ्राउड की अस्वीकृति का हिस्सा निश्चित रूप से श्वेत औपनिवेशिक दिखावे की श्रेणी में आता है इसका एक हिस्सा भी सही है इस अर्थ में कि कैरेबियाई द्वीपों के मूल निवासियों को 16वीं शताब्दी के दौरान स्पेनिश उपनिवेशवादियों द्वारा विलुप्त होने के करीब ले जाया गया था इसका तात्पर्य न केवल लोगों के पूरे समुदाय को मिटा देने से था बल्कि संपूर्ण सांस्कृतिक और ज्ञान प्रणालियों को भी मिटा दिया गया था जो कैरेबियाई द्वीप समूह के स्वदेशी लोगों के पास था बाद में दुनिया में स्पेनिश साम्राज्य की गिरावट के साथ ब्रिटिश फ्रांसीसी उपनिवेशवादी और डच उपनिवेशवादियों के एक साथ आने के बाद वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कैरेबिया में लाखों की संख्या में गुलाम और मजदूर लाए उदाहरण के लिए अफ्रीका और भारत और इस तरह से इन द्वीपों के जनसांख्यिकी आंकड़े बदल रहे हैं कैरेबियन इसलिए एक ऐसा स्थान है जो अपने मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के निशान को बनाए नहीं रखता है लेकिन जो कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों से अलग अलग लोगों को एक विशाल केंद्र में केंद्रित करता है इसलिए एक तरह मूल सांस्कृतिक तत्वों को स्पेनिश विजय कर्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से साफ कर दिया गया था लेकिन दूसरी ओर कैरेबियाई द्वीप एक ऐसे स्थान के रूप में है जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न संस्कृतियों के साथ विभिन्न लोगों ने मिलकर कैरेबियन बनाया जो विभिन्न संस्कृतियों लोगो और भाषाओं को एक साथ मिलाने वाला स्थल बना हालांकि जैसा कि मैंने उल्लेख किया जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कैरेबियन द्वीप समूह के बारे में फ्रायड ने लिखा था कि स्वदेशी आबादी की सभ्यता और सांस्कृतिक उपलब्धि विलुप्त हो गई थी और एक नई कैरेबियन संस्कृति उभर रही थी इसलिए कैरेबियन में फ्राउड सभ्यता के स्थान पर मात्र खाली जगह देख सकते थे फ्राउड द्वारा 19वीं शताब्दी में इस शून्यता की भावना को बीसवीं शताब्दी के भारतीय मूल के कैरेबियाई जन्मे लेखक वी एस नायपॉल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था उनका भी यही मानना था कि उनका ग्रह देश वास्तव में एक शून्य की जगह था इसका कुछ भी उत्पादन नहीं था और ना ही इसका अपना कोई इतिहास लेकिन जब हम वॉलकॉट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह शून्यता ही निष्पक्ष सांस्कृतिक ताकत और सांस्कृतिक प्रयोग की स्थिति बन जाती है वाल्कोट ने अपनी मातृभूमि की धारणा को एक नई पहचान बनाने के लिए एक रिक्त स्लेट के रूप में उपयोग किया जो अपने साथ कैरिबिया में विभिन्न लोगों की भाषाओं की और संस्कृतियों को एक साथ लाई थी जिसका पता वहां की बहुलता से चलता है इस प्रकार राष्ट्रवादी लेखन के विपरीत जिसका हमने पहले अध्ययन किया था विशेषतः भारतीय संदर्भ में जहां हमने विदेशी वस्तुओं को सावधानीपूर्वक अलग करके उसे स्वदेशी कोर तक पहुंचाने की कोशिश करके एक शुद्ध भारतीय पहचान को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास किया डेरेक वॉलकॉट के लेखन में हम वास्तव में विभिन्नता से रूबरू होते हैं हम सार्वभौमिकता सार्वभौमिक स्वीकृति के दृष्टिकोण में आते हैं और इस परिकल्पना को खूबसूरती से जिस कविता में उपयुक्त किया गया उस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है " ए क्राय फ्रॉम अफ्रीका" ए क्राय फ्रॉम अफ्रीका" 1950 मऊ मऊ विद्रोह के दौरान केन्याई स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ब्रिटिश अत्याचारों की खबर के जवाब में लिखी गई थी इस कविता में वॉलकॉट ने मृत अफ्रीकियों के प्रति अपनी एकजुटता का उल्लेख किया यहां हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वॉलकॉट के कुछ पूर्वज जहाजों में बंद कर अफ्रीका से कैरेबियाई देशों में आए थे लेकिन अपनी एकजुटता का विस्तार करके वॉलकॉट अंग्रेजी भाषा से खुद को दूर नहीं कर सकते थे जो कि उन्हें ब्रिटिश उपनिवेश वादियों से मिली थी जिन्होंने उनके पूर्वजों को गुलाम बनाया था और अफ्रीका में भी मऊ मऊ क्रांतिकारियों को सताया था इसलिए वह अंग्रेजी भाषा के लिए अपने प्रेम के बारे में बात करते हैं जो मूल रूप से उपनिवेशवादियों का था और अब उसका उपयोग उपनिवेशवाद के अत्याचारों से पीड़ित लोगों की मौत का शोक करने के लिए किया जा रहा है उपनिवेशवादियों की भाषा का उपयोग उपनिवेशवाद के अत्याचारों के विलाप करने के लिए किया जा रहा है वॉलकॉट में यह सांस्कृतिक विनियोग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि हम औपनिवेशिक उत्पीड़न के हथियारों को किस प्रकार पकड़ सकते हैं वास्तव में उपनिदेशक विषयों पर अंग्रेजी भाषा को जबरदस्ती थोपना सांस्कृतिक उत्पीड़न का कार्य था लेकिन वॉलकॉट यह बता रहे थे कि हम औपनिवेशिक उत्पीड़न के ऐसे हथियारों को रोक सकते हैं और फिर उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इन हथियारों को अपनी आत्मा अभिव्यक्ति के उपकरण के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं और उस स्थिति में वे उत्पीड़न के हथियार के बजाय सहानुभूति दिखाने दया दिखाने और एकजुटता दिखाने के साधन बन जाएंगे लेकिन यह प्रक्रिया जो वॉलकॉट ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रिका कविता में बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं यह एक आसान प्रक्रिया नहीं थी विनियोग कभी आसान नहीं होता क्योंकि अपने देश उपनिवेश और उपनिवेशवादी दोनों के ही विरासत वाहक के रूप में वॉलकॉट संघर्ष में अपनी पहचान महसूस करते हैं और इसलिए वह अपनी कविता में लिखते हैं कि वह हैं और मैं उनकी शब्दों को उनके शरीर के भीतर चलने वाली नसों शिराओं से विभाजित करता हूं शायद हम सभी जो औपनिवेशिक प्रक्रिया से गुजरे हैं या जिनके पूर्वज औपनिवेशिक प्रक्रिया से गुजरे हैं इस तथ्य के बावजूद क्योंकि हम उपनिवेशवादियों के पक्ष से थे या उपनिवेश की पक्ष में हम सभी को हमारी जड़ों से विभाजित किया गया है और हमारे संघर्ष की पहचान हमेशा इसी तथ्य से परिलक्षित होगी हालांकि वर्ल्ड कप के लिए यह संघर्ष ही उनकी हाइब्रिड पहचान का सार है जो कि उनकी कैरेबियन पहचान है क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वह अपने शरीर में दौड़ने वाले अफ्रीकी रक्त को धो सके और ना ही वह अंग्रेजी भाषा को भूल सकते हैं जो उनकी पहचान का हिस्सा उसी तरह से है जैसे उनकी धमनियों में दौड़ने वाला अफ्रीकी रक्त हम हाइब्रिड आईडेंटिटी की इस धारणा की चर्चा हमारे अगले व्याख्यान डायस्पोरा और प्रवासी साहित्य में करेंगे धन्यवाद